इसलिए इससे पहले कि हम वास्तव में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिजाइन के संबंध में कुछ भी प्राप्त करें आइए हम इस अच्छी स्लाइड पर ध्यान दें जिसमें हमने उल्लेख किया है कि वह चार तत्व कहां हैं एज डिवाइसक्लाउड स्टोरेजएनालिटिक्सऔर विज़ुअलाइज़ेशन पार्ट आइए इस दृश्य के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यह एक जीयूआईजैसा है जिसके बारे में आपको चिंतित होना है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है यह सिर्फ एक जीयूआई होने के अलावा और भी बहुत कुछ है उदाहरण के लिए वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण चीज़ को संदर्भित करता है यह विज़ुअलाइज़ेशन उपकरण ऐसा करने वाला है जो कुंजी प्रदर्शन संकेतक के बारे में बात करता है प्रदर्शन संकेतक क्या है अनिवार्य रूप से यह सफलता का पैमाना है जो कि मात्रात्मक है किसी के लिए और यह परिमाणन को देखा जा सकता है अलग अलग तरीकों से अनिवार्य रूप से आप इस परिमाणन को क्यों करना चाहते हैं क्योंकि आप देखना चाहते हैं आप हमें यह बताना चाहते हैं कि आप किसी चीज़ के जोखिम को कम करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कुछ जोखिमों को कम करें जो संबंधित हैं या आप सिस्टम में त्रुटियों की पहचान करना चाहते हैं आपका सिस्टम कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है आप हमें अनिवार्य रूप से कहने देना चाहते हैं की अगर आप एक कंपनी है आप बस इस बारे में चिंतित हैं कि बिक्री में सुधार कैसे करें आप लागत कम करना चाहते हैंआप बिक्री में सुधार करना चाहते हैं और आप वास्तविक समय में उन चीजों को देखना चाहते हैं यह यहां की कुंजी है इसलिए इस दृश्य उपकरण बस आप के लिए चीजों को प्रदर्शित करने के अलावा और भी बहुत कुछ करने वाला है वास्तव में बहुत सी चीजें होनी हैं ऐसा होना चाहिए वास्तविक समय में होना चाहिए जो हमें एक महत्वपूर्ण हिस्से में लाता है इस स्लाइड के अलावा हमने IoT डिवाइस गेटवे एज डिवाइस और इंटरनेट के बारे में बात की थी हमें अनिवार्य रूप से एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर खींचनी चाहिए जो वास्तव मे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए पूरे डिजाइन को संक्षेप में प्रस्तुत करता है और वास्तव में एक IoT प्रणाली में क्या शामिल हैं तोआइए हम उन चार ब्लॉकों के संबंध में जो कुछ भी किया है उसे बहुत ही दिलचस्प बना दे आइओटी उपकरणों को हम खुद सही करते हैं तो पहला ब्लॉक आइओटी उपकरण खुद है उनमें से कई के बारे में हमने खुद उल्लेख किया है अगर मैं पहले से ही जाँच करूँ की मैंने उन्हें कहीं भी संग्रहीत किया है नहीं लेकिन यह सिर्फ एक हिस्सा है मुझे लगता है कि मैं इसे भी ले सकता हूं इसलिए मैं यहां से कहानी का निर्माण कर सकता हूं तो हमारे पास 1 से n यह IoT उपकरण है आपके पास अनिवार्य रूप से एक गेटवे है जोकि एक एम्बेडेड सिस्टम है जो या तो एम्बेडेड ओएस या कुछ एम्बेडेड कोड से चल रहा है और निश्चित रूप से यह अनिवार्य रूप से प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन में हो सकता है जिसका हमने पिछली कक्षा में उल्लेख किया था या इसका मतलब यह भी हो सकता है की यह इंटरनेट की व्यवस्था है इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इंटरनेट के संदर्भ में इसे उचित रूप से निरूपित करना चाहिए अनिवार्य रूप से मैं इंटरनेट का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बादल बनाऊंगा और ज़ाहिर है उपयोगकर्ता यहीं कहीं है ठीक और वह स्पष्ट रूप से वह मौजूद नहीं है वह दूरस्थ उपयोगकर्ता है और वह वास्तव में इन स्लाइड्स के दायरे में नहीं है जोकि हमारे पास यहां है ठीक IoT डिवाइस जो यहाँ हैं यहां पर इन उपकरणों में से 1 से n हैं और वह वास्तव में यहाँ नहीं है लड़का या लड़की वास्तव में यहाँ नहीं है उपयोगकर्ता वास्तव में दूर बैठा है तो वास्तव में क्या हो रहा है हम एक एरो का सेट बनाएंगे कुछ चीजों को इंगित करने के लिए हमने पहले ही यहां एक एरो लगाया है जो डाटा है एक दिशा में कमांड दूसरी दिशा से आ रही जाहिर है एक कमांड है जो आ रहा है यह कमांड शायद उपयोगकर्ता से आना चाहिए इसलिए कमांड उपयोगकर्ता से वापस इन डिवाइसेज पर बहता है और यदि उपयोगकर्ता को वास्तव में उस कमांड को पास करना है तो उसे एनालिटिक्स से आने वाले कुछ डाटा तक पहुंच होनी होगी इसलिए जो मतलब इंटरनेट किसी तरह इंटरनेट से उस ब्लॉक का लिंक है जो है एनालिटिक्स ब्लॉक है सही तो यह कुंजी एनालिटिक्स और शायद कुछ स्टोरेज है अनिवार्य रूप से हमने पिछली बार उल्लेख किया था कि यह क्लाउड स्टोरेज हो सकता है या यह लोकल स्टोरेज भी हो सकता है लेकिन किसी भी मामले में एनालिटिक्स इंजन वहाँ होना चाहिए जिसका अर्थ है कि डाटा को अंदर जाना है और अनिवार्य रूप से एनालिसिस डाटा को वापस प्रवाह करना होगा जिसका अर्थ है इस एनालिसिस डाटा को इंटरनेट के माध्यम से उपयोगकर्ता के एनालिसिस पर वापस जाना होगा तो मैं इसे साफ लिखता हूं हम इसे एनालिसिस डाटा कहेंगे अब आप चित्र देखें यह कहानी को पूरा करता है इसे क्या कहते हैं यह कहता है कि यहाँ उपकरणों का एक सेट है जो पर्यावरण को महसूस करता हैं ये 1 से n डिवाइस हैं उनमें से हर एक समय समय पर डाटा उत्पन्न करता है ये डिवाइस या तो बैटरी चालित हैं या ऊर्जा चालित और वे एक वायर्ड या वायरलेस लिंक पर डाटा दे रहे हैं आम तौर पर वायरलेस लिंक और ये अल्ट्रा लो पावर डिवाइस हैं कृपया ध्यान दें कि ये वास्तव में अल्ट्रा लो पावर डिवाइस हैं बैटरी चालित हो सकता है कि एम्बेडेड कोड चल रहे हो छोटे एम्बेडेड OS चल रहे हो तो हमें उन्हें नीचे रखना चाहिए यह एम्बेडेड कोड हो सकता है या यह एम्बेडेड ओएस भी हो सकता है एम्बेडेड ओएस ठीक हम एम्बेडेड OS पर विवरण देखेंगे और विभिन्न प्रकार के एम्बेडेड OS जोकि IOT उपकरणों के लिए आज उपलब्ध है बाद के स्तर पर देखेंगे लेकिन हम यह बता दें कि इन उपकरणों में बुद्धिमत्ता की मात्रा कुछ है न केवल कुछ डंब कोड चलने के कारण बल्कि क्योंकि यहां थोड़ी मात्रा में बुद्धिमत्ता है थ्रेसहोल्ड को देखने के संदर्भ में या डाटा के संबंध में कुछ देख रहे हैं डाटा को इस गेटवेgateway पर अग्रेषित करने से पहले यह हो सकता है या यह भी हो सकता है सिर्फ वहाँ भी साधारण डंब डिवाइसेज हो बस आप जानते हैं लगातार डाटा को सेंस करना और लगातार इस डाटा को इस गेटवे तक सप्लाई करना तो वापस आते हैं ये IOT डिवाइस हैं जो सभी अनिवार्य रूप से डेटा की आपूर्ति कर रहे हैं और यह डेटा अब एनालिटिक्स स्टोरेज के मार्ग में जा रहा है जिसका अर्थ है मैंने इस लिंक को मिस कर दीया ठीक यह डेटा है इसे डेटा होना चाहिए और इसे कमांड करना होगा ठीक है तो कमांड इस दिशा में तो अब यहां देखते हैं IOT उपकरणों को उनमें से 1 से n इस गेटवे ब्लॉक को डाटा दे रहे हैं और गेटवे ब्लॉक बदले में इस डेटा को इस मार्ग में विश्लेषण ब्लॉक को दे रहा है एनालिसिस डेटा आता है वापस इंटरनेट पर एनालिसिस डेटा दूरस्थ उपयोगकर्ता को जाता है उपयोगकर्ता विश्लेषण को देखता है कि डाटा के आधार पर वह विज़ुअलाइज़ेशन का विश्लेषण करता है डेटा के आधार पर जो कि यहां इस ब्लॉक में संसाधित किया गया और गेटवे पर वापस एक कमांड दिया गया आइये अब हम इन सभी को एक सुंदर कहानी में बदलते हैं आइए हम यह मानें कि इनमें से प्रत्येक IOT उपकरणों को एक बड़े खेत क्षेत्र में तैनात किया गया है और हम यह माने कि ये IoT डिवाइसेज जोकि इस आयताकार ब्लॉक द्वारा दर्शाया गया है और परिपत्र ब्लॉक परिपत्र प्रणाली वास्तव में एक सॉइल मॉइश्चर ब्लॉक है यह या तो एक सॉइल मॉइश्चर ब्लॉक हो सकता है या यह अन्य परिवेश तापमान माप ब्लॉक हो सकता है परिवेश का तापमान या यह दबाव हो सकता है यह आर्द्रता हो सकती है या नमी मिट्टी की नमी सहित परिवेश के मापदंडों में से कोई एक अब उपयोगकर्ता यहां बैठा है और वह एक बड़ी कृषि भूमि से डेटा एकत्र कर रहा है जहां ये वितरित सेंसर हैं जो इस गेटवे के लिए लगातार डेटा की आपूर्ति कर रहे हैं और दूरदराज के उपयोगकर्ता फसल पर सिर्फ पानी के तनाव को देख रहे हैं तो यह वही प्रणाली है जिसे सिस्टम वास्तव में माप रहा है और वर्तमान स्तर पर वर्तमान में तनाव की स्थिति के आधार पर दूरस्थ उपयोगकर्ता अब एक कमांड देने का फैसला करता है कि अगर कोई कहे तो शायद सूचित करे खेत में पानी का तनाव अब दूरदराज के उपयोगकर्ता को निर्णय लेना है कि फसल को तुरंत आपको पानी की आपूर्ति करनी होगी ठीक है तो आपको एक एजेंसी को बुलाना पड़ सकता है जिसको पानी की आपूर्ति करनी होगी ताकि आप जानते हैं कि पानी इस क्षेत्र में सप्लाई कर दिया जाए और यह सुनिश्चित हो जाए की फसल बच गई है इसलिए यह आदेश अनिवार्य रूप से सीधे उस व्यक्ति पर हो सकता है जोकि पानी की आपूर्ति के लिए संबंधित एजेंसी को कॉल करने का अनुरोध करने के लिए क्षेत्र पर हो या यह कमांड सीधे एजेंसी तक जा सकता है ठीक और एजेंसी इंटर्न इस कमांड को लेता है और इस कमांड का उपयोग करके आए और खेत की जमीन की सतह पर पानी दे और फिर से यह सुनिश्चित करें कि ये IOT उपकरण मिट्टी की नमी को मापना शुरू करते हैं तो यह क्या सुंदर कहानी है आपके पास दूरस्थ उपयोगकर्ता हैं आपके पास स्थानीय उपयोगकर्ता हैं आपके पास बहुत सारे IOT डिवाइस हैं मान ले यह एक कृषि भूमि है ये सभी IOT उपकरण मिट्टी की नमी माप रहे हैं और वह डेटा इस दूरस्थ उपयोगकर्ता तक गेटवे के माध्यम से जा रहा है जाने से पहले डेटा को एक एनालिटिक्स इंजन में जाना चाहिए और बेशक है डेटा संग्रहीत होता है आप इकट्ठा करें डेटा घंटे दिनसप्ताह महीने मौसम ताकि आप अपने पूरे क्षेत्र को प्रोफाइल कर सकेंभौगोलिक क्षेत्र और सभी डेटा का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या वास्तव में पानी का तनाव है फसल पर और डेटा जिसे आप महसूस करते हैं कि दूरस्थ उपयोगकर्ता को पता चलता है कि वास्तव में एक तनाव है फसल पर और पानी की आपूर्ति अगले 24 घंटों में जरूरी है एक उदाहरण के लिए कहना चाहिए और वह कमांड अब उस एजेंसी को वापस चला जाता है जिसे या तो पानी की आपूर्ति करनी है या कमांड फ़ील्ड पर व्यक्तिगत के पास वापस जाता है जिसे कॉल करना होगा और पानी की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी उस विशेष क्षेत्र के लिए यह एक IoT प्रणाली है जिससे एक कृषि भूमि के लिए करने की उम्मीद रखते हैं मैंने सिर्फ एक उदाहरण के लिए पानी का तनाव लिया यह किसी भी अन्य प्रकार का पैरामीटर हो सकता है जो मॉनिटरिंग करें जिसे आप करना चाहते हैं और हो सकता है आप लूप को पूरा करना चाहते हैं हम IOT प्रणाली का एक दूसरा उदाहरण लेते हैं लेकिन कुछ अन्य अनुप्रयोग के संबंध में हम कहते हैं कि आपमोटर वाहन अनुप्रयोगों में रुचि रखते हैं ठीक है तो आइए देखें कि मोटर वाहन अनुप्रयोगों के लिए आप IOT के तरह की प्रणाली के साथ क्या कर सकते हैं विशेष रूप से यदि आप कुछ मापदंडों की महत्वपूर्ण निगरानी देख रहे हैं तो इसके लिए हम गियर को शिफ्ट करें और समझें कि घूमने वाली मशीनरी के अंदर बॉल बीयरिंग की निगरानी करने का क्या मतलब है यह आटोमोटिव्स पर उतना लागू हो सकता है जितना कि मशीनरी के लिए जिनका उपयोग बड़े विनिर्माण उद्योगों में होता है जहाँ भी घूमने वाले हिस्से होते हैं आपके पास बॉल बीयरिंग होती है और मुझे अब हम ज़ूम इन करते हैं और आपको एक लैब सेटअप दिखाते हैं कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बॉल बीयरिंगों की स्थिति की निगरानी के लिए एक IOT प्रणाली को एक साथ रखने में यहाँ मेरे सामने यह सेटअप है इसके पास क्या है इसमें एक डीसी मोटर है जो अनिवार्य रूप से इस बीयरिंग को घुमाता है और बीयरिंग कहां होता है बीयरिंग यहीं है यह बीयरिंग अनिवार्य रूप से आप के लिए अनुमति देगा इसलिए मुझे लगता है कि एक रिवर्सल है तो बीयरिंग अनिवार्य रूप से आपको अनुमति देगा यह बीयरिंग है आप देख सकते हैं बॉल्स को यहां बॉल बीयरिंग पर बॉल्स यहां है अनिवार्य रूप से आपके पास एक बाहरी रेस है और आपके पास आंतरिक रेस है आंतरिक रेस घूमती है और इसलिए बॉल्स भी आप वास्तव में आंतरिक रेस के मूवमेंट को देख सकते हैं और अनिवार्य रूप से एक प्रणाली है और यह प्रणाली अनिवार्य रूप से वह है जिससे आप इस बॉल बीयरिंग की स्थिति को मॉनिटर करना चाहते हैं जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हम कैसे जाते हैं हम वास्तव में कैसे इसकी निगरानी करते हैं और वह कौन सा पैरामीटर है जिसे आप मॉनिटर करना चाहते हैं यह महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छा यह अनिवार्य रूप से एक पेपर से प्रेरित है पेपर का शीर्षक यहां है यह कहता है मोटी धातु प्लेटों के माध्यम से ऑपरेट होने वाली बीयरिंग की स्थिति की निगरानी के लिए वायरलेस तापमान सेंसर ये है IEEE सेंसर्स जर्नल में प्रकाशित एक पेपर वॉल्यूम 13 संख्या 6 जून 2013 यह पेपर IEEE सेंसर जनरल में प्रकाशित हुआ था और इस प्रायोगिक सेटअप के लिए प्रेरणा वास्तव में यह पेपर है अब यह पेपर क्या है यह क्या करने की कोशिश कर रहा है और IOT प्रणाली के डिजाइन से इसका क्या संबंध है इस पर हम चर्चा करेंगे हम पहले समझने से शुरू करें मॉनिटरिंगबॉल बीयरिंग की कंडीशनल मॉनिटरिंग के संबंध में मुद्दा क्या है इससे पहले कि कंडीशनल मॉनिटरिंग क्या है आप इसके विस्तार में उतरें उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मॉनिटरिंग के रूप क्या हैं मॉनिटरिंग के रूप में से एक सबसे सरल जो हम सभी के लिए उपयोग किए जाते हैं वह समयबद्ध रखरखाव है आप एक कार खरीदते हैंआप एक स्कूटर खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं आपके पास एक अनुसूची है जो आपको दी गई है और उस निर्धारित समय पर है आपको अपना वाहन सेवा के लिए देना होगा जो कि एक समय रखरखाव है अब कुछ मुद्दे हैं समय के संबंध मैं समय रखरखाव और उस के साथ के मुद्दे इसलिए यह एक रास्ता है ठीक फिर दूसरा तरीका यह है कि यदि आपके पास महत्वपूर्ण घटक हैं जैसे कि बॉल बीयरिंग जो हमारे पास है जिनके बारे में हम यहां चर्चा कर रहे थे अन्य प्रकार के मुद्दे हैं और उदाहरण के लिए उन चीज़ों में से एक जिसमें आपको दिलचस्पी होगी वह है स्थिति आधारित निगरानी यह सक्षम करना है कि क्यों क्या आप ऐसा करना चाहते हैं और यह समयबद्ध रखरखाव से अलग क्यों है स्थिति निगरानी आपको सुरक्षित और बहुत प्रभावी संचालन करने में सक्षम करेगी देखें कि समय रखरखाव में क्या होता है आप एक मोटे बिल के साथ समाप्त हो सकते है क्योंकि कई भागों का प्रतिस्थापन हो सकता है यदि आप एक समय रखरखाव करते हैं वास्तव में निर्माता बताएगा आप इस भाग के लिए प्रेरित हुए हैं इसे उपयोग किया जाता है मान लें 6000 किलो मीटर के लिए और इसका होना आवश्यक है ठीक तो यह एक प्रणाली को बनाए रखने का एक तरीका है लेकिन अगर आप महत्वपूर्ण निगरानी देख रहे हैं खासकर अगर घूमने वाले हिस्से है और आप इस स्थिति की निगरानी को देख रहे हैं आपको सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में देखना पड़ सकता है क्योंकि अगर एक बीयरिंग टूट जाता है तो आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं सही है यह एक जीवन जोखिम हो सकता है और आप सभी को बीयरिंग कहाँ मिलता है आपको बीयरिंग मिल जाएगा विंड जनरेटरऑटोमोबाइल वायुयान में जहां भी घूमने वाली मशीनरी है आपको बीयरिंग की आवश्यकता है वास्तव में पेपर कई कारणों की सूची देता है कि क्यों आपको इन बीयरिंगों की कंडीशन मॉनिटरिंग करनी होती है उनमें से एक हो सकता है यह सिर्फ एक विनिर्माण मैं खराबी हो सकती है यह शाफ्ट मिसएलाइनमेंट हो सकता है ठीक यहां यह मोटर है और फिर यह है बीयरिंग और यह बीयरिंग यहाँ और फिर एक शाफ्ट है एक शाफ्ट है जो है मोटर के शाफ़्ट को आपस में जोड़ने से यहाँ बीयरिंग के साथ जोड़ रहा है संभावना है की हो सकता है हमें इस शाफ्ट में कोई खराबी आए या यह हो सकता है क्योंकि यहां का लुब्रिकेंट वाष्पित हो गया है और वह बदले में बॉल बीयरिंग के तापमान को बढ़ाता रहा है इसलिए इनमें से कोई भी दोष अनिवार्य रूप से जो स्वयं प्रकट होगा वह होगा की बीयरिंग उच्च तापमान में संदर्भ में प्रकट होगा ठीक तो अगर बीयरिंग का तापमान पड़ता है तो वह एक अच्छा संकेतक है कि यह बीयरिंग वास्तव में दोषपूर्ण है या यह एक मंच पर आ रहा है जहां इसे रखरखाव या प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है ठीक तो यह सच में कुंजी है कि आपको एक पैरामीटर को देखना चाहिए और यह पैरामीटर वास्तव में प्रतीत होगा तापमान के लिए अच्छा तो अब आप जानते हैं कि आप इस बॉल बीयरिंग का तापमान मापना चाहते हैं इसलिएहमने क्या किया कि हमने इस तार को यहां रख दिया था इसलिए यह तार अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि यह एक लैब सेटअप हैआप जानते हैं कि आप कैसे भी करके इसे किसी तरह से मापना चाहते हैं आप चाहते हैं किसी तरह बीयरिंग को मापना और तो आप क्या करते हैं आप एक थर्मामीटर सबसे सरल बात जो आप करना चाहते हैं वह एक प्रयोगशाला या एक औद्योगिक थर्मामीटर है जो बस होगा इस बीयरिंग के तापमान को यहां मापें जो एक तरीका है यदि आप एक स्वचालित माप तरीका करना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा दिलचस्प तरीके से करेंगे और यह पेपर वास्तव में उस बारे में बात करता है यह क्या करता है की यह चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन को मापता है और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन तापमान में परिवर्तन के लिए आनुपातिक है इसलिएआप अनिवार्य रूप से यहाँ एक और महत्वपूर्ण पैरामीटर देख रहे हैं और अक्सर IOT सिस्टम में यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप वास्तव में सीधे तापमान को माप नहीं सकते हैं लेकिन इसके बजाय आप चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव को तापमान परिवर्तन के अनुरूप में माप सकते हैं अब आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है जिसका मतलब है कि आप को मैग्नेट की जरूरत है है ना स्पष्ट रूप से यदि आप इस अच्छी छोटी तस्वीर पर वापस जाते हैं तो आप देखेंगे कि मैं वास्तव में मैग्नेट स्थापित किया है यहाँ एक चुंबक है आप देख सकते हैं कि यह एक चुंबक है लेकिन यह एक चाप है ठीक हम बाद के चरण में इस बात का विवरण देंगे कि यह एक चाप क्यों है आप देखिए एक चाप एक छोटा चाप और एक और छोटा चाप और यह वापस से लंबी के साथ सॉरी बड़ी चाप के साथलंबी नहीं बड़ी चाप एक छोटा चाप है और दूसरा चाप है और आपके पास है यहाँ यह बड़ा चाप ठीक जिसका अर्थ है अगर यह चुंबक सॉरी अगर यह चुंबक गर्म होता है अगर यह बीयरिंग गर्म होता है तो इस चाप चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा और यदि आप इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ने में सक्षम हैं इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव को तब प्रभावी ढंग से पढ़ना कैलिब्रेटेड करना इस बीयरिंग के तापमान को मापना ठीक ऐसा अक्सर होता है आप के बारे में बात करते हैं यह इस अर्थ में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसे आप सीधे ब्याज के पैरामीटर को मापना नहीं चाहते हैं कई कारणों से कई कारणों के लिए चीजों में से एक उदाहरण के लिए यदि आप इस मामले को लेते हैं तो आप वास्तव में इस बीयरिंग के तापमान को एक IR थर्मामीटर के साथ नॉन इनवेसिव रूप से पढ़ सकते हैं ठीक हम कहते हैं हमने IR थर्मामीटर लिया और दिखाया और आप जानते हैं एक बीम ले IR बीम थर्मामीटर और बस इस नॉन इनवेसिव विधि द्वारा तापमान को मापें ठीक